आपका स्वागत है प्रिय प्रतिभागियों आज के मॉड्यूल में हम क्रोनेमिक्स संचार के अशाब्दिक पहलुओं की उपश्रेणी है जो इस क्षेत्र में अध्ययन के रूप में उभरा है परंपरागत रूप से समय को एक अमूर्त अवधारणा के रूप में माना गया है और यह इस संदर्भ में भाषाई रूप से हमने इस विचार का जवाब दिया है विभिन्न मुहावरों और वाक्यांश में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं उदाहरण के लिए गुणवत्ता समय या समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हालांकि हम पाते हैं कि संचार के अशाब्दिक पहलुओं के क्षेत्र में अध्ययन के रूप में संगठनात्मक व्यवहार व्यवसाय के क्षेत्रों में उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए शुरू किया हैं संचार के साथ साथ मानव विज्ञान लोगों ने समय के आयामों का विशेष रूप से संदर्भों में अध्ययन करना शुरू कर दिया हैं एक संचार पर आधारित समय का अध्ययन कैसे निर्भर है लोगों को विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न कार्य संस्कृतियों में अनुभव और समय में संरचना उनके संवादों के साथ साथ दूसरों के साथ बातचीत और उनके संबंधों में भी संचार के क्षेत्र में हम यह भी अध्ययन करते हैं कि कैसे लोग विभिन्न तरीकों से इसका जवाब देते हैं और इसके अलावा वे किस प्रकार के अशाब्दिक संदेश के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं समय के संदर्भ में हमारे मूल्य हमारे दृष्टिकोण के साथ साथ अशाब्दिक संचार के अन्य पहलुओं में भी परिलक्षित होते हैं और हमारा समय हम कैसे खर्च करते हैं इसके संदर्भ में समझा जा सकता है क्या हम इसे बर्बाद करते हैं क्या हम चीजों को स्थगित करते हैं क्या हम समय का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम हैं निश्चित रूप से समय की समझ और मूल्यांकन पर हमारी प्रतिक्रिया देने के तरीके में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं लेकिन साथ ही हम पाते हैं कि NVC के इस पहलू पर सांस्कृतिक प्रभाव भी मूल्यवान है मनुष्य के रूप में हमारे पास एक जटिल लौकिक पहचान है जिसका निर्माण व्यक्तिगत सामाजिकसांस्कृतिक और व्यावसायिक स्तर पर अलग अलग होता है सभी प्रकार के मौखिक संदेशों के साथ साथ अशाब्दिक संदेशों की अपनी अस्थायीताएँ होती हैं उनके पास एक बिंदु है जिस पर वे शुरु और समाप्त होते हैं उस बिंदु पर पहले भी कुछ होता रहा है और निश्चित रूप से उसके बाद कुछ और होगा तो हमारे संचार समय या बड़ी घटनाओं के अशाब्दिक संचार के पहलुओं के संदर्भ के बाहर नहीं है क्रोनेमिक्स शब्द का उपयोग करना शुरू कर दें या इससे पहले कि हम व्यापार और पेशेवर संचार के क्षेत्र में इन समझ को लागू करते हैंइस विचार के विकास के लिए कई विद्वानों को उनके योगदान को स्वीकार और सूचीबद्ध किया जाना है आधुनिक दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि यह विचार सबसे पहले ई रॉबर्ट केली के उपयोग के लिए मान्यता दी थी इस विचार को आगे बढ़ाया जॉर्ज हर्बर्ट मीड कहा गया भी है एक और दार्शनिक जिसे हमें इस स्तर पर स्वीकार करना होगा हेरोल्ड इनिस हैंवो प्रसिद्ध कनाडाई संचार विज्ञानी जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ़ टाइम ने कई कार्यों में समय और मानव संचार पर चर्चा की और समृद्ध किया मुख्य रूप से मैकलुहान ने हमें अपने कार्यों में वैश्विक गांव शब्द से परिचित कराया लेकिन उन्होंने समय की अवधारणा के बारे में बात भी की है 1952 में उसी वर्ष जिसमें हेरोल्ड इनिस ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की थीएडवर्ड टी हॉल ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ चेंज भी प्रकाशित की थी हॉल को समय समय पर समय पर लिखना था और अगले चार दशकों में सामाजिक सांस्कृतिक संबंध और उनके विचार अन्य शोधकर्ताओं को भी इसी तरह के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया करते हैं वास्तविक शब्द क्रोनेमिक्स जो 1975 में प्रकाशित हुआ इसका परिचय दिया था संचार में महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने शामिल किया सांस्कृतिक अंतरों में सामान्य सामाजिक यात्राओं प्रतिक्रिया विलंबता विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच जब एक प्रश्न पूछा जाता है या उदाहरण के लिए एक निर्णय लेना होता है उन्होंने संवादी मौन और ठहराव को सांस्कृतिक क्रोनेमिक्स संभवतः एक प्रकार के भाषाविद या सुप्रा खंड के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है टॉम ब्रूनो ने 1974 में समय और अशाब्दिक संचार पर पहला लेख विकसित किया और उन्होंने क्रोनेमिक्स के महत्व पर कई रचनाएँ और भाष्य सामने आए हैं मैं एडवर्ड टी हॉल के निष्कर्षों पर इस अवधारणा पर अपनी प्रारंभिक चर्चा को आधार बनाऊंगा उन्होंने तीन समय प्रणालियों को मान्यता दी है और उन्हें तकनीकी औपचारिक और अनौपचारिक नाम दिया है तकनीकी समय उनके अनुसार समय का वैज्ञानिक माप है समय जिस तरह से विभिन्न यांत्रिक उपकरणों रखने की सटीकता के साथ जुड़ा हुआ है उदाहरण के लिए घड़ी मुख्य रूप से समय रखने के लिए उपयोग की जाती हैं तो औपचारिक समय वो समय है जो हम अपने सामाजिक कंडीशनिंग के आधार पर सीखते हैं ए वेस्ट और टर्नर ने यूएसए के उदाहरण के हवाले से और अमेरिकी समाज के बारे में बात की है कि कैसे वो घड़ी और कैलेंडर द्वारा शासित हैं लोगों को यह सोचने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया गया है कि जब दिन के 1 बजे है तो यह सामान्य रूप से काम करने का समय है और जब रात के 1 बजे है तो आमतौर पर सोने का समय होता है उसी समय हम पाते हैं कि हमारी समकालीन संस्कृतियों में हमारे समय की व्यवस्था व्यापक रूप से तय और बल्कि व्यवस्थित है तो यह कहने के लिए हैं कि अधिकांश लोग इसी तरह के पैटर्न का अनुसरण कार्यस्थल और उनके निजी जीवन में भी करते हैं अनौपचारिक समय आम तौर पर व्यक्तिगत स्तर पर समय की हमारी समझ है हॉल ने इसके भीतर तीन अलग अलग अवधारणाएं शामिल की हैं और ये अवधि समय की पाबंदी और गतिविधि हैं अवधि उस समय से संबंधित है जो औपचारिक रूप से किसी विशेष प्रतिस्पर्धा को आवंटित किया जाता है उदाहरण के लिए एक बैठक में एक विशेष एजेंडा आइटम के लिए हम 40 मिनट आवंटित कर सकते हैं और एक ही समय में कभी कभी कुछ संस्कृतियों में हमारे अनुमान हो सकते हैं जबकि आम तौर पर कुछ संस्कृतियों में जैसा कि बाद में हम देखेंगे कि इन अनुमानों को जितना संभव हो उतना सटीक लागू करना है और एक ही समय में व्यक्तिगत परिभाषाएँ हैं उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 मिनट के भीतर वहां पहुंचूंगा तो वास्तव में मेरा क्या मतलब है 2 मिनटों में या 1 घंटा या ठीक 2 मिनट या शायद 15 या 20 मिनट के आसपास होगा एक अन्य पहलू जो अनौपचारिक समय के साथ हॉल द्वारा जुड़ा हुआ है वो समय की पाबंदी है जो मूल रूप से हमारी तत्परता से जुड़ी है जिस तरह से हम समय रखते हैं हम सामान्य रूप से समय के पाबंद माने जाते हैं जब हम निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं कुछ लोग आदतन देर से आने वाले होते हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक संघ भी होते हैं उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में समय की पाबंदी वास्तव में एक मूल्य नहीं है क्योंकि देर से आना अक्सर हमारी स्थिति और शक्ति की धारणाओं से जुड़ा होता है गतिविधि भी एक और क्रोनेमिक्स मूल्य है जो हमारे उपयोग और समय के प्रबंधन को सांस्कृतिक तरीके से भी परिभाषित करता है अन्य पहलू जो समय की हमारी अवधारणा से जुड़े हो सकते हैं वह हमारी रुकने की इच्छा है जिस तरह से हमने समय कायम रखा हमारी बातचीत के दौरान और किस हद तक समय की पाबंदी का उपयोग किया इत्यादि हमारी स्थिति और शक्ति के खेल का एक हिस्सा हैं जिस तरह से हम समय को देखते हैं हम उसके साथ अपना जुड़ाव बनाए रखते हैं और जिस तरह से हम उसे महत्व देते हैं वो जीवनशैली को प्रभावित करता है यह हमारी अपनी कार्य संस्कृति के साथ साथ बड़े पैमाने पर एक संगठन की कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब बन जाता है इसका असर हमारे संचार और पेशेवर संबंध पर भी लंबे समय में पड़ता है हॉल ने यह भी कहा है कि समय हमारी एक अंकगणितीय विशेषता हो सकता है जहाँ तक सामाजिक रूप से दबाव का संबंध है हमें समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और साथ ही साथ हमे इसके बारे में बहुत जुनूनी न होने के लिए भी सावधान किया जा सकता है विभिन्न संस्कृतियों में समय को कई अलग अलग कोणों से समझा जा सकता है हॉल समय को एक भाषा के रूप में मानते है जो कि संस्कृतियों के माध्यम से चलता है उनकी राय में यह एक आयोजक के रूप में कार्य करता है और साथ ही यह एक संदेश प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है यह बताता है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और साथ ही यह हमारे बारे में लोग जिन चीजों को महत्व देते हैं को भी बताता है हॉल ने मानव के रूप में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिया है कि समय की अवधारणा चिंतित है वह सुझाव देता है कि समय की हमारी चेतना उससे उभरी है जिस तरह से हम प्राकृतिक लय का जवाब सीखते हैं जो मौसम में बदलाव दिनों के दौरान परिवर्तन विभिन्न फसलों वगैरह के वार्षिक चक्र के साथ जुड़े थे यद्यपि समय के छिपे हुए आयाम अत्यधिक जटिल हैं बुनियादी समय के सिस्टम को या तो मोनोक्रोनिक के रूप में कहा जा सकता है हॉल का सुझाव है कि हमारी अधिकांश संस्कृतियाँ या तो मोनोक्रोनिक हैं या पॉलीक्रोमिक हैं हालांकि ये पैटर्न जो लगभग ध्रुवीय विपरीत हैं सभी संस्कृतियों पर कठोरता से लागू नहीं किए जा सकते हैं एक दी गई संस्कृति में इनमें से किसी एक के लिए वरीयता होने की संभावना है और इसके प्रति अधिक झुकाव रखें होगी हालांकि सांस्कृतिक और जातीय विविधताएँ हो सकती हैं एक विशेष संस्कृति को एक विशेष वरीयता या शर्तों में अभिविन्यास समय की ओर झुकाया जा सकता है लेकिन उस संस्कृति में हमें कुछ छोटे समूह मिल सकते हैं उदाहरण के लिए जातीय समूह या उप सांस्कृतिक समूहों को एक अलग तरीके से निपटाया जाता है और एक अलग संबंध समय के साथ बनाए रखा है हॉल ने सुझाव दिया है कि उत्तरी यूरोपीय और अमेरिकी संस्कृतियां मोनोक्रॉनिक हैं तो हम मोनोक्रॉनिक संस्कृति एक गैर रेखीय है और यह अधिक समय की ओर उन्मुख है यह समय रखने के विचार के संदर्भ में संबंधों को प्राथमिकता देता है मोनोक्रॉनिक संस्कृति भी एक पॉलीक्रॉनिक के संबंध में एक अल्पकालिक अभिविन्यास है और पॉलीक्रॉनिक एक दीर्घकालिक अभिविन्यास है जबकि मोनोक्रॉनिक सटीक पसंद करता है हम पाते हैं कि पॉलीक्रॉनिक संस्कृतियों समय को एक विशेष प्रवाह समझती है इन दोनों में मूल अंतर है जो मैककूल द्वारा खूबसूरती से अभिव्यक्त किया गया है मोनोक्रॉनिक संस्कृतियां मुख्य रूप से घड़ी के समय पर आधारित होती हैं जबकि पॉलीक्रॉनिक संस्कृतियां आमतौर पर लोगों के समय पर आधारित होते हैं और यह अब तक दोनों के बीच अधिक महत्वपूर्ण अंतर है ये सांस्कृतिक जिस तरह से हम समय को महत्व देते हैं उसी तरह से लोग हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी परिलक्षित होते हैं एक संस्कृति जिसमें एक मोनोक्रोमिक अभिविन्यास है चीजों के हमारे रैखिक क्रम को मानता है और यह सुझाव देता है कि चीजों को एक अनुक्रमिक पैटर्न में पूरा किया जाना है एक चीज़ का पालन अन्य को करना है और ए को हमेशा बी से पहले होना चाहिए और ए का कार्य बी शुरू होने से पहले समाप्त होना चाहिए और इसलिए मोनोक्रॉनिक संस्कृतियां उन उपकरणों और प्रणालियों को महत्व देती हैं जो फोकस बढ़ाते हैं और समय बचाने में हमारी मदद करें वे समय को पैसे के मूल्य के रूप में देखते हैं जो संरचित होना चाहिए और इसलिए उनकी संस्कृति और इसलिए इन मोनोक्रोमिक संस्कृतियों में कार्य संस्कृतियां को अच्छी तरह से संरचित और परिभाषित कार्यक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है इन संस्कृतियों में ध्यान विकर्षण को कम करने के लिए और संयंत्र बातचीत के दौरान और वे हमेशा यथासंभव समय बचाने की कोशिश करते हैं गैर मौखिक सुराग जो इस अभिविन्यास के साथ जुड़े हो सकते हैंकुछ प्रवृत्तियाँ के साथ जुड़े हुए हैं जो व्यक्तिगत और संस्कृतियों में प्रदर्शित होती हैं उदाहरण के लिएक्षमता और आगे की योजना बनाने के लिए चीजों को शेड्यूल करने के लिए मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आदि ताकि दिन के दौरान कोई फ़ज़ीहत न हो समय की पाबंदी एक मूल्य के रूप में होनी चाहिए और एक ही समय में एजेंडा के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है ताकि चीजें समय पर समाप्त हो सके हैं और एक ही समय में वे इतनी सारी चीजों के साथ डब नहीं करना चाहते हैं और वे एक समय में एक काम करना पसंद करते हैं जो देश आमतौर पर एक मोनोक्रोनिक ओरिएंटेशन के साथ जुड़े हैंवो अधिकांश देश उत्तरी यूरोप स्कैंडिनेवियाई देशों जर्मनी यूएसए और जापान में हैं हॉल ने यह भी इंगित किया है कि मोनोक्रॉनिक धारणाएं और प्राथमिकताएं उत्तरी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृतियां स्वाभाविक नहीं हैं कि वे सीखी हुई सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य और एक ही समय में वे मनमाने ढंग से होते हैं उसने पता लगाया है औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दिनों में इस रवैये का विकास 1760 से 1820 के दौरान और कुछ लोगों के अनुसार ये 1840 तक यूरोप और अमरीका में हुआ था कारखाने के जीवन के लिए आवश्यक है कि श्रमिक एक निश्चित समय पर रिपोर्ट करे और नियुक्त घंटे को हमेशा विभिन्न प्रकार की घंटियो या सीटी वगैरह का उपयोग करके घोषणा की जाती थी यह समय की पाबंदी आवश्यक थी औद्योगिक क्रांति बनाए रखने के लिए और धीरे धीरे इन दृष्टिकोणों ने इन संस्कृतियों को छीन लिया है और इसलिए मोनोक्रॉनिक संस्कृतियों पर अनुसूचियों का एक सर्वोपरि मूल्य है जो कार्यों को समय सीमा के आधार पर पूरा करने के लिए जगह मिलती है और इसलिए हॉल यह ने कहा है कि अमेरिकी व्यापार जगत मेंअनुसूची पवित्र है और समय मूर्त है क्योंकि मोनोक्रोनिक दृष्टिकोण के लिए हमारी प्राथमिकता हमें केवल एक चीज़ को एक समय में लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जो लोग इसके द्वारा शासित होते हैं वे बाधित होना पसंद नहीं करते हैं और पूर्व निर्धारित शेड्यूलिंग को अचानक बदलना पसंद भी नहीं करते हैं हॉल भी कुछ बाधाओं को इंगित करने में सक्षम हो गया है जो समय के लिए मोनोक्रोमिक संदर्भ के साथ जुड़े हुए हैं वह कहते हैं कि समय की धारणा लोगों को एक दूसरे से सील करता है और परिणामस्वरूप लागत की कीमत पर कुछ रिश्तों को अन्य साथ प्रगाढ़ करता है उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बार वरीयता एक कमरे की तरह है जिसमें कुछ लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है जबकि दूसरों को इससे बाहर रखा जाता है कठोरता और शेड्यूल बरकरार स्थितियों रखने के लिए ध्यान लोगों को लगता है कि जो लोग सदस्यता नहीं लेते हैं समय के संदर्भ में समान मूल्य प्रणाली में मूल रूप से अक्षम और अविश्वसनीय हैं और वे बल्कि अनादर कर रहे हैं हॉल को लगता है कि भले ही अधिकांश पश्चिमी संस्कृतियों का वर्चस्व समय की मोनोक्रोनीक धारणा है यह उस तरह का प्राकृतिक ध्यान नहीं है जिस तरह से इंसानों का विकसित होता है और उनकी राय में यह वरीयता मानवता की कई जन्मजात लय का उल्लंघन करती है हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह समय की एक अलग धारणा को पसंद करता है यह केवल उसके विश्लेषण का हिस्सा और उसी तरीके से माना जाना चाहिए इसके विपरीत हम पाते हैं यह पॉलीक्रोनिक ओरिएंटेशन एक निश्चित प्रवाह और गैर रैखिकता को प्रोत्साहित करता है ये संस्कृतियाँ संबंध और भविष्यवाणियों को महत्व देती हैं जितना कि वे समय की कठोरता के प्रति अधिक मूल्य रखते हैं अनुसूची को यांत्रिक तरीके से रखना के बजाय प्राकृतिक एजेंडा को खत्म करने पर हमेशा सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है उदाहरण के लिए यदि दो लोग जो संबंधित हैं और लंबे समय के बाद सड़क के किनारे पर मिलते हैं वे पहले दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है पकड़ना पसंद करेंगे 10 बजे की बैठक में भाग लेने के बजाय एक मामूली विलंब समझ में आता है अशाब्दिक संकेत ऐसी संस्कृतियों में हमारे काम के वातावरण में बैठकों के दौरान समय का पाबंद न होना में दीखते हैं गैर समयनिष्ठता आवश्यक रूप से एक नकारात्मक कार्य संस्कृति के साथ संबंधित नहीं है बल्कि इसे लोग जो देर से उठते हैं उन की एक निश्चित सहानुभूति के रूप में समझा जाना चाहिए बैठकें रिश्तों के निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं जो एजेंडा के परिष्करण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं इन संस्कृतियों में हम पाते हैं कि मल्टीटास्किंग को मूल्य माना जाता है और इसलिए कुछ लचीलेपन को प्रोत्साहित किया जाता है लैटिन अमेरिकी देशों में अधिकांश अफ्रीकी और अरबी देशों के साथ साथ कुछ देशों और दक्षिण एशिया के कुछ क्षेत्रों में हम पाते हैं की समय के प्रति एक पॉलीक्रोनिक ओरिएंटेशन का पालन किया जाता है दुनिया के उन वर्गों में भी इसका पालन किया जाता है जो मूल रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान हैं क्योंकि वे फसल और उत्पादन वगैरह के बड़े चक्रों का पालन करते हैं और उसी समय समाज जो धार्मिक रूप से इस का कठोरता से पालन करते हैं ये ओरिएंटेशन सामान्य रूप से होते हैं उन संस्कृतियों में जहां समय की एक पॉलीक्रोनिक समझ प्रचलित है कई समयसीमा का नियमित रूप से पालन किया जाता है यह समझा जाता है कि क्या लोग समय सीमा का अनुसरण करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे आवंटित घंटे के भीतर कुछ और काम करना पसंद करते हैं इस दृष्टिकोण को एक मोनोक्रोनिक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति उन्हें मूल रूप से अराजक या यादृच्छिक देखना है मोनोक्रॉनिक संस्कृतियों को मुख्य रूप से क्लॉक संस्कृतियों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनका समय मापा जाता है और यह सार है समय की पाबंदी जो वहां पर प्रचलित है और इन संस्कृतियों में जो सटीकता पसंद की जाती है वह विभिन्न दिनचर्याओं में भी परिलक्षित होती है उदाहरण के लिए समय को बनाए रखना जहां तक सार्वजनिक परिवहन का संबंध हैइस वजह से सांस्कृतिक वरीयता भी परिलक्षित होती है व्यापारिक दुनिया के संदर्भ में कभी कभी हम पाते हैं कि बहुत अधिक जोर मोनोक्रोनीक परिप्रेक्ष्य पर दिया गया है जो बहुसांस्कृतिक सेटिंग में पीछे हट सकता है क्योंकि यह विचार है कि कभी कभी एक वफादार ग्राहक का आधार विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं ऐसे लोग को समझ में नहीं आता है अलग अलग तरीके जिसमें संस्कृतिया समय की पाबंदी और अन्य समय से संबंधित मूल्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं वो इस वीडियो में अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है मुझे लगता है कि हम सभी का मानना है कि समय बहुत स्थिर है लेकिन दुनिया भर में बहुत भिन्न होने के बावजूद इस पर ध्यान जाता है जब आप स्विस ट्रेनों द्वारा अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं तो सभी संस्कृतियाँ दिन को मिनटों और सेकंडों में नहीं तोड़ती हैं अन्य संस्कृतियों के लिए समय की पाबंदी एक बहुत अलग बात है जर्मन बिक्री वास्तव में हम कई अफ्रीकी देशों में दरवाज़े खोलने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हैं उनके लिए दो बैठकों को एक दिन में शेड्यूल करना काफी सहज हैं उनकी पहली मुलाकात भी अपनी यात्रा के अंत के एक दिन बाद तक नहीं हुई तो जोर देकर कहा कि वह शायद ही कर सकता हैउन्होंने गलती से सोचा कि उनके मेजबान समय को उनकी तरह ही देखेंगे अफ्रीका में जैसे मध्य पूर्व या दक्षिण अमेरिका में वे समय के ब्लॉक में काम करते हैं आधा दिन शायद निश्चित रूप से मिनटों में नहीं जब तक वे प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें उस समय के ब्लॉक में क्या चाहिए तब जब वास्तव में कम महत्व है कि यह कहना कि वे कम कुशल या प्रभावी नहीं है बस यह कि वे अपनी गति से काम करना चाहते हैं यदि आप सेकंड में काम करते हैं फिर आपको अनुकूलन करने की आवश्यकता है अन्यथा आप आपके मेजबानों से बहुत अधिक प्रतिरोध के लिए खुद को स्थापित करने जा रहे हैं और आपको लगातार निराशा मिलने वाली है और फिर सांस्कृतिक विसंगतियाँ हैं फ्रांसीसी समाज में समय की पाबंदी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है लेकिन अगर आप एक फ्रांसीसी रेस्त्रां में देर से पहुंचते हैं तो स्वागत होने की उम्मीद न करें क्योंकि फ्रांसीसी उनके भोजन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और देरी को उनके पाक प्रयासों का अनादर मानते हैं तब आपको बेहतर भुगतान करना पड़ेगा यदि आप वेटर की अच्छी किताबों में वापस जाना चाहते हैं अमेरिकी अभिव्यक्ति समय पैसा है ये अमेरिका में बहुत शाब्दिक रूप से लिया जा सकता है एक चैटी बैंक टेलर जिसकी रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जिससे ग्राहक अधीर हो जाएंगे और यदि लाइन आगे नहीं हो रही है तो आपको भी सुनना होगा की फॉर्म पहले से नहीं भरा हैं मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रोनिक ओरिएंटेशन की कुछ प्रवृत्तियाँ जिन पर पहले से चर्चा की हैं वो समय की पाबंदी से जुड़ी है मोनोक्रॉनिक ओरिएंटेशन समय की पाबंदी को प्राथमिकता देता है जिसे लगभग पवित्र माना जाता है तो 10 बजे की बैठक का मतलब है कि चर्चा 10 बजे से शुरू होनी है दूसरे हाथ पर पॉलीक्रोनिक संस्कृतियां अधिक लोग पर केंद्रित हैं और उनके लिए 10 बजे बैठक का मतलब है 10 बजे लोग वहां इकट्ठा होकर एक दूसरे का अभिवादन शुरू करेंगे पॉलीक्रोनिक ओरिएंटेशन में समय की पाबंदी पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि लोगों की लय पर ध्यान दिया जाता है और एक कठोर पालन के अनुसार परियोजनाओं और वितरण बिलों को पूरा करने के लिए कठोर शेड्यूल को कभी कभी अनदेखा कर दिया जाता है इस वीडियो में समय की धारणा में सांस्कृतिक भिन्नता पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाती है हर संस्कृति में समय की अपनी अनुभूति होती है कुछ देशों में लोग अरबी लोगों जैसे परिवार के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं या अन्य लोग मुख्य रूप से अपने जीवन को जापानी की तरह अपने करियर के लिए समर्पित करते हैं पश्चिमी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में एक रैखिक दृष्टि के रूप में कुछ समय हैं एक शुरुआत और एक अंत के रूप में समय यह संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तुलना में तेजी से है जब पश्चिमी संस्कृतियाँ हमारे व्यवसाय का निर्णय लेती हैं तो वे इसे अंतिम रूप में देखते हैं जब वे एक समझौते के माध्यम से आते हैं और इसलिए उन्हें पुनर्विचार या केवल समझौते का नहीं है वे उस समय में जितना संभव हो उतना करना चाहते हैं समय की धारणा में लचीली दृष्टि के रूप में अरबी देश हैं व्यवसाय के लिए नीचे आने के लिए एक नियुक्ति या लंबी अवधि की जाँच करने के लिए नेतृत्व किया जा रहा है यह अधिकांश अरबी देशों के लिए स्वीकृत मानदंड हैं लचीले समय के लिए संस्कृतियों के कार्यक्रम होते हैं जो मानवीय भावनाओ से कम महत्वपूर्ण है जब लोग ध्यान माउंट करने के लिए रिश्ते होते हैं या आवश्यक पोषण समय व्यक्तिपरक वस्तु के लिए हो जाता है वहाँ हेरफेर बढ़ाया जा सकता है किसी अनियंत्रित अनुसूची के लिए बैठकें जल्दी नहीं की जाएंगी और न ही कटौती की जाएंगी खुले अंत संसाधन संचार को एक घड़ी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है एशिया में लोग समय की धारणा को एक चक्रीय दृष्टि के रूप में देखते हैं पिंडली संस्कृति एक अगले कदम के लिए अवधारणा हैं जब जीवन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो एशियाई देश फिर से जन्म लेने लगेंगे पश्चिमी यूरोपीय देश की तुलना में एशियाई देश धीमे हैं उदाहरण के लिए जब चीनी लोग एक व्यापारिक सौदा करते हैं तब वे हमेशा जल्दी पहुंचते थे इसलिए वे आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और वो करियर पर ध्यान देंते हैं जब एशियाई लोग निर्णय लेते हैं तो हमेशा खंडन करते हैं निर्णय बाद में लेंगे वह अभी भी सही विकल्प है या नहीं देखेंगे यदि यह सही मामला नहीं है तो तदनुसार वे समायोजित करेंगे उदाहरण के लिए जब यूरोपीय व्यवसायी चीनी व्यवसायी के साथ कोई सौदा करना चाहता है या उसके साथ अनुबंध करना चाहता है वे तेजी से निपटने की उम्मीद करते हैं और केवल भविष्य के बारे में सोचते हैं जबकि चीनी व्यापारी हमेशा दीर्घकालिक समाधान और कई बार करने के लिए हर चीज की तलाश करेगा अगर वह जल्दी से मिले हैं तो पश्चिमी संस्कृतियाँ इसे समय की बर्बादी के रूप में देखेंगी जहाँ तक समय की हमारी समझ है हमारी सांस्कृतिक प्राथमिकताएँ परिलक्षित होती हैं न केवल अन्य लोगों के साथ हमारे रिश्ते में बल्कि प्रौद्योगिकी के साथ हमारे रिश्ते में भी इसका एक स्पष्ट उदाहरण वैश्विक वेबसाइटों को डिजाइन करने का तरीका है हम पते हैं कि मोनोक्रॉनिक उपयोगकर्ता त्वरित और निर्णायक हैं और आमतौर पर कार्य उन्मुख होते हैं और वे वेबसाइटों को उसी तरीके से डिजाइन करते हैं दूसरी ओर हम पाते हैं कि पॉलीक्रोनिक उपयोगकर्ता प्रक्रिया पर परिणामों से ज्यादा जोर देते हैं और व्यावहारिक कार्यान्वयन पर उच्च स्तर की समझ हासिल करना पसंद करते हैं और इस विभिन्न संस्कृतियों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके में अंतर आसानी से दिखाई देता है हमारी कार्य संस्कृतियों की बदलती गति जहां हमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है विभिन्न संस्कृतियों में समय के बारे में हमारी जागरूकता लगभग एक बन गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि समय की विभिन्न परिभाषाएँ क्या हैं और लोग इससे कैसे संबंध रखते हैं एक विशेष रूप से दिलचस्प शब्द जो लैटिन अमेरिकी देशों में इस्तेमाल किया जाता है वो 'मनाना' हैं मध्य पूर्व में एक पर्याय शब्द 'बुकरा' हैं जो एक विशेष दृष्टिकोण को इंगित करता है इसका मतलब है कि आज क्या नहीं किया जा सकता है कल किया जाएगा इसलिए समय के संदर्भ में यह निर्धारित रवैया एक सांस्कृतिक पहलू है हमारे मूल्यों और अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों को देखने का मोनोक्रॉनिक संस्कृतियों में हम पाते हैं कि समय विभाजित है और आगे पहचान योग्य इकाइयों में विभाजित है हालाँकि पॉलीक्रॉनिक संस्कृतियों में हम पाते हैं कि समय अतीत वर्तमान और भविष्य का एक सुखद मिश्रण है और इन खंडों को अलग नहीं किया जाता है इसलिए हमें यह समझना होगा कि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वे समय औपचारिक और कार्य उन्मुख फैशन में देखते हैं या क्या वे समय को अवसर के रूप में देखते हैं और पारस्परिक संबंधों को विकसित करने में खर्च करते हैं कुछ संस्कृतियों में हम पाते हैं कि समय की कमी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है यह कुछ समाजों के साथ साथ कुछ संगठनों में बहुत आम है जो अधीनस्थ नियुक्तियों को प्रतीक्षा कराते हैं ताकि वे उनके श्रेष्ठ के उच्च पद के महत्व को समझ सकें शक्ति और गरिमा को अक्सर देर से पहुंच कर दिखाया जाता है और इसका उपयोग कुछ देशों में एक रणनीति के रूप में भी किया जाता है विशेष रूप से मध्य पूर्वी देशों की कार्य संस्कृति इसका उल्लेख कर सकते हैं हालाँकि हम पाते हैं कि मोनोक्रोनिक संस्कृति में समय की पाबंदी न मानना हमेशा गुस्से का कारण बनी रहती है एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण माइकल जैक्सन का है जिसने न्यायाधीश को नाराज़ किया जब वह 2005 में अदालतों में देरी से पहुंचा पंक्चुअलिटी एक मूल्य के रूप में मोनोक्रोमिक संस्कृतियों द्वारा माना जाता है और यह उन लोगों के लिए भी आराम नहीं है जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक या सांस्कृतिक नेताओं के रूप में माने जाते है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में किसी देश का नाम बैठक के समय के बाद भी डाला जाता है और देश के नाम का सम्मिलन किया जाना इंगित करता है कियह भी समझना होगा कि देश अपने को समय के साथ कैसे जोड़ता है किसी देश के नाम को सम्मिलित करने से अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों को यह समझने में आसानी होते हैं कि क्या निमंत्रण के संबंध में समय निश्चित है या द्रव है मैं इस उदाहरण को मार्टिन और चैनी से लेता हूं जिन्होंने निमंत्रण के उदाहरण का उल्लेख किया है जहां बैठक की घोषणा सुबह 9 बजे मलेशियाई समय से की जाती है अब मलेशियाई समय इस बात का संकेत है कि समय की पाबंदी तरल पदार्थ के रूप में प्रचलित होगी काम का समय और व्यक्तिगत समय सख्ती से मोनोक्रोनिक संस्कृतियों में अलग हो जाते हैं हालाँकिपॉलीक्रोनिक कल्चर में हम पाते हैं कि काम का समय और व्यक्तिगत समय कड़ाई से अलग नहीं है वे अक्सर एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं इन सांस्कृतिक पहलुओं को और आगे बढ़ाते हैं विभिन्न संगठन और यह उनकी कार्य संस्कृति में परिलक्षित होता है उदाहरण के लिए कंपनी के कार्यों के लिए एक कार्य दिवस के दौरान कितना समय दिया जाता है और कैसे सामाजिक करण के लिए कितना समय दिया जाता है मोनोक्रोनिक संस्कृतियों में हम पाते हैं कि विभाजन आम तौर पर 80 प्रतिशत कार्य और 20 प्रतिशत सामाजिक है दूसरी ओर पॉलीक्रोनिक देशों में हम पाते हैं कि यह प्यारा हो सकता है इसलिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में समय के उपयुक्त अर्थों को समझना महत्वपूर्ण है व्यापार का वैश्वीकरण प्रभावित करना है कि समय की अवधारणा को दुनिया भर में विशेष रूप से व्यक्ति के और संगठन के किस स्तर पर देखा जाता है इसलिए देश से ज्यादा हम यह पाते हैं की संगठन है जो समय के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धो को प्रतिबिंबित कर रहा है यह ध्यान दें कि एक ही कंपनी के कार्यालय जो विभिन्न देशों में स्थित हैं उन में काम करने वाली संस्कृतियां विभिन्न पैटर्न का अनुसरण कर सकते हैं एक देश में स्थित एक प्रधान कार्यालय जहाँ मोनोक्रेटिक दृष्टिकोण के लिए प्राथमिकताएँ हैं अन्य कार्यालय की तुलना में एक अलग वातावरण में काम करेगा जो कि एक ऐसे देश में स्थित है जो पॉलिऑक्रिक रवैये से संचालित होता है ये अंतर हमें सचेत करते हैं की समय अलग अलग तरीकों से माना जाता है और हम किस हद तक हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों द्वारा वातानुकूलित हैं और एक ही समय में आवश्यकता है जहाँ तक हमारे दृष्टिकोण को अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ अपने आप को समय के संघों के साथ अनुकूलित करें मोनोक्रॉनिक और पॉलीक्रोनिक व्यक्तियों के बीच दृष्टिकोण के अंतर को इस वीडियो की मदद से समझा गया हैं यहां हमारे पास जिमी है वह स्थापित शेड्यूल का पालन करना पसंद करता है हम उन्हें मोनोक्रॉनिक कॉल करते हैंमोनोक्रॉनिक लोग योजनाओं को सुनना पसंद करते हैं और उनका समय सीमा निर्धारित है जो मूल्यवान हैं वे एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं और समय सीमा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे आम तौर पर रुकावट की सराहना नहीं करते हैं जैसे क्रोनिक संस्कृतियों में पश्चात्य समाज में हैं इस परिदृश्य में हमारे पास बॉब है बॉब जिसे हम पॉलीफोनिक कहते हैं पॉलीफोनिक लोग अक्सर देर से आते हैं और आसानी से विचलित होते हैं और एक ही बार में कई काम करते हैं बॉब के लिए जल्दी से अपॉइंटमेंट शेड्यूल में बदलाव करना सामान्य है और डेडलाइन को पूरा न करें लैटिन अमेरिकी और मध्य पूर्वी देशों में आम है जब मोनोक्रॉनिक और पॉलीफोनिक लोग समूहों में बातचीत करते हैं तो परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं मोनोक्रोमिक लोग इस बात से व्यथित हो सकते हैं कि पॉलीफोनिक लोग कैसे समय सीमा और कार्यक्रम का अनादर करते हैं सुचारू रूप से एक साथ काम करने के लिए मोनोटोनिक सदस्यों को स्वीकार करते समय समय संवेदनशील कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जबकि पॉलीफोनिक सदस्य स्थिति की प्रकृति और महत्व के आधार पर भिन्न होंगे जैसा कि इस वीडियो में बहुत ही उपयुक्त सुझाव दिया गया है समय न केवल मापने का साधन है बल्कि यह मानव व्यवहार को इंगित करता है यह हमारी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है यह हमारे रिश्तों के प्रति रवैया का संकेत भी देता है व्यावसायिक और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की योजना समय में बनाई जाती है और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में विविधता पूर्ण समझ भी भ्रम पैदा कर सकती है एक अमेरिकी के लिए समय वास्तव में पैसा है और इसलिए यह हमेशा कीमती माना जाता है क्योंकि यह समाज मूल रूप से एक लाभ उन्मुख समाज है जर्मन और स्विस समय को उनके आदेश की ख़बर और योजना की भावना के साथ लिंक करते हैं कुछ अन्य संस्कृतियों में उदाहरण के लिए स्पेनिश संस्कृति के साथ साथ इतालवी और अरबी संस्कृतियों में हम पाते हैं कि समय के विचार आमतौर पर मानवीय भावनाओं के अधीन होते हैं फ्रेंच की समझ जहां तक समय की पाबंदी का संबंध है पोलीक्रॉनिक दृष्टिकोण के करीब है समय की हमारी समझ हमें अपने अशाब्दिक आयोजन के बेहतर तरीके से संचार में मदद करती है और हमारे संवाद और बातचीत को इस तरह से संशोधित करती हैं जिस तरह से अन्य लोग भी इसे अनुभवजन्य रूप से समझ सकते हैं धन्यवाद